इस सर्किट में 2 मॉड्यूल दिखाए गए हैं एक सेट ऑफ मॉड्यूल को PV मॉड्यूल 1 कहां गया है जिसमें 5 एक तरह के सेल्स सीरीज में लगे हैं और दूसरे सेट ऑफ सेल्स को PV मॉड्यूल 2 कहा गया है उसमें भी एक तरह के सेल्स सीरीज में लगे हैं केवल एक चीज यह है कि इंसुलेशन सोर्स करंट कम है जो दर्शाता है की PV मॉड्यूल 2 में पार्शियल शेडिंग है अब यह दो मॉड्यूल parallel में जुड़े हुए हैं और एक्सटर्नल लोड से भी जुड़े हुए हैं एक्सटर्नल टर्मिनल V0 के साथ समाप्त किया जाता है जोकि स्वीप वोल्टेज के रूप में कार्य कर रहा है यह दो सोर्सेस जीरो वोल्टेज सोर्सेस हैं इन्हें यहां करंट को नापने के लिए लगाया गया है यह सोर्सेस I1 करंट ऑफ मॉड्यूल 1 एवं I2 करंट ऑफ मॉड्यूल दो का पता लगाएंगे मैंने सीरीज रेजिस्टेंस वैल्यू को भी बदल दिया है जिससे कि दोनों मॉड्यूल यथार्थ एक तरह के Voc बिंदुओं के लिए भी नहीं होंगे उनमें कुछ अंतर होगा निश्चित रूप से कोई भी डायोड मॉडल चेंज कर सकता है इन दो मॉड्यूल के बीच लेकिन मैं इसे तुम्हारे लिए एक अभ्यास के रूप में छोड़ दूँगा अब हम टर्मिनल विंडोज़ पर जाते हैं और नेट लिस्ट जनरेट करते हैं आप देख रहे हैं कि हम parallel का इस्तेमाल कर रहे हैंजैसे कि इनपुट एंड आउटपुट फाइल parallelnet है इतना एग्जीक्यूट करते हुए हमने एक् फाइल parallelnet जनरेट की है parallelsch यह एक सर्किट फाइल है जो हमने अभी देखी है pvsub यह फाइल जिसमें डायोड मॉडल और लिंग है parallelsch से अब parallelcir सर्किट फाइल है जिसमें विश्लेषण है मैंने इसमें ट्रांजियंट विश्लेषण के साथ parallelnet नेट लिस्ट फाइल और कुछ नियंत्रण बयान डाले हैं पृष्ठ भाग को सफेद रंग से और अग्रभाग को काले रंग से सेट करिए सिमुलेशन को चलाइए दो प्लॉट्स के लिए जिसमें पहला प्लॉट करंट वर्सेस टर्मिनल वोल्टेज V0 के बीच मॉड्यूल 1 के करंट वर्सेस टर्मिनल वोल्टेज और मॉड्यूल 2 एक करंट वर्सेस टर्मिनल वोल्टेज दूसरा प्लॉट इसलिए पहला प्लाट IV विशेषताओं वाला है इन IV विशेषताओं के संदर्भ में दूसरा प्लॉट I वर्सेस V टर्मिनल जोकि पावर ऑफ मॉड्यूल 1 वर्सेस वोल्टेज और पावर ऑफ मॉडल 2 वर्सेस वोल्टेज का है इन दो प्लॉट को एग्जीक्यूट करके प्रदर्शित किया जाएगा तो अब हम Ngspice मैं जाते हैं और parallelcir को कॉल करते हैं और सिमुलेशन चलाते हैं सिमुलेशन रन हो जाता है और प्लॉट्स प्रदर्शित होते हैं यहां पहला वाला प्लॉट्स IV विशेषताओं वाला है तो यह कमजोर सेल की IV विशेषताएं हैं जोकि मॉड्यूल 2 है 1 की IV विशेषताएं हैं और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो यह IV विशेषताएं संयुक्त parallel मॉड्यूल सेट की होंगी अब अदर प्लाट देखें यह संपूर्ण मॉड्यूल की IV विशेषताएं हैं और तब आपके पास पावर वर्सेस वोल्टेज curve होगा नीले कलर वाला पावर वर्सेस वोल्टेज curve है मॉड्यूल 1 का और नारंगी कलर वाला पावर वर्सेस वोल्टेज curve है मॉड्यूल 2 का और आप जो देख रहे हैं कि मॉड्यूल 2 चौथे क्वाड्रेंट में जा रहा है और पावर नेगेटिव हो रही है यही वह जगह है जहां वह डिसिपेशन मोड से sinking मोड में जाती है इससे बचने के लिए हम एक सीरीज डायोड लगाते हैं और PV पैनल को बचाने की कोशिश करते हैं